प्रिय प्रतिभागियों दूसरे सप्ताह के तीसरे मॉड्यूल में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम संचार के अशाब्दिक पहलुओं के एक भाग के रूप में किनेसिक्स पर चर्चा करेंगे यहाँ हम विभिन्न प्रकार के किनेसिक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वह संदर्भ क्या हैं जिनमें उनकी व्याख्या की जानी है मूल रूप में किनेसिक्स एक ग्रीक शब्द काईन्स से लिया गया है जो संचलन को दर्शाता है प्रोफ़ेसर रे बर्डविस्टेल ने 1952 में अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू किनेसिक्स एन एनोटेशन सिस्टम फ़ॉर एनालिसिस ऑफ़ बॉडी मोशन एंड जेस्चर Introduction to Kinesics An Annotation System for Analysis of Body Motion and Gesture में पहली बार इसका उपयोग किया था इस पुस्तक ने शारीरिक गति संचार को औपचारिक अनुसंधान के विषय के रूप में चिह्नित किया और इसे औपचारिक अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था उन्होंने सुझाव दिया था कि इस शब्द में शरीर की गतिविधियों और मुद्राओं को शामिल किया जाना चाहिए और यह भी सुझाव दिया गया कि इसके अशाब्दिक कोड में एक संरचना है जो भाषाई कोड के समान है बर्डविस्टेल ने किनेसिक्स को शारीरिक गतिविधियों और हावभाव के माध्यम से मनुष्य कैसे संवाद करते हैं के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था और साथ ही अशाब्दिक पारस्परिक संचार में दृष्टि गत अनुभूति के पहलुओं के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में भी यह परिभाषा अशाब्दिक संचार के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करती है प्रचलित शब्दों में किनेसिक्स को बॉडी लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है यह टर्म आधिकारिक शब्द से अधिक लोकप्रिय है जैसा कि हमने पहले टिप्पणी की है बॉडी लैंग्वेज शुरू में एक किताब का शीर्षक था जिसे 1970 में जूलियस फास्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिसने लोकप्रिय भावना को तुरंत पकड़ लिया यद्यपि इस शब्द की शब्दकोश में प्रविष्टि मरियम वेबस्टर शब्दकोश के 1885 के संस्करण में पायी गयी है जबकि प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल के शोध प्रकाशित होने के बाद ही इस शब्द का उपयोग लोकप्रिय हो गया था कई आलोचक किनेसिक्स को एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना पसंद नहीं करते बल्कि इसे अशाब्दिक संचार के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप परिभाषित करते है जैसा कि प्रोफेसर बर्डविस्टेल द्वारा इसे स्थापित किया गया था विभिन्न शोधकर्ताओं ने किनेसिक्स से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित करने की कोशिश की है जो अलग अलग तरीकों से इसके दायरे में आते हैं हम डंकन के साथ साथ हार्पर और अन्य लोगों का भी उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने इशारों और शरीर के अन्य मूवमेंट चेहरे के भाव आंखों के मूवमेंट और अंग विन्यास को किनेसिक व्यवहार के तौर तरीकों के रूप में बताया था उन्होंने इस दायरे से पैरालेंग्वेज प्रोक्सेमिक्स और स्पर्श संचार को बाहर रखा है हालाँकि राफेल और एंगल ने प्रोक्सेमिक्स को इसमें शामिल किया था हालांकि अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि किनेसिक्स के अध्ययन में चेहरे के भाव आंखों की गति विधि सिर हाथ हाथ और पैर शामिल हैं दूसरे शब्दों में यह इशारों मुद्राओं चेहरे के भावों का अध्ययन करता है और इसके प्रभावों और सुझावों को समझने के लिए मानव के व्यवहार को भी देखता है जब हम अपनी आवाज़ और मुंह की मदद से किसी शब्द की ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो शरीर भी एक साथ मुद्राओं और गति के साथ साथ शब्द की समान रूप से महत्वपूर्ण व्याख्या करने लगता है और ऐसा वह एक संगठित तरीके से करता है जो कि शाब्दिक संरचना के अनुरूप होती हालांकि बर्डविस्टेल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति या अभिव्यक्ति या किसी शारीरिक गति विधि का कभी भी और अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है यह हमें एक पृथक शब्द के रूप में एक पृथक किनेसिक अभिव्यक्ति की हमारी समझ के लिए सचेत करता है जिसकी कई व्याख्याएं और शब्द हो सकते हैं उसी तरह हम पाते हैं कि किनेसिक्स की व्याख्याएं संदर्भ पर उसी तरीके से निर्भर करती है जिस प्रकार एक शब्द की व्याख्या वाक्य पर निर्भर है और साथ ही एक पूर्ण समझ के लिए संदर्भ निर्भर है शारीरिक गति विधि और किनेसिक मूवमेंट्स की व्याख्या केवल उस संदर्भ के भीतर ही किया जाना चाहिए जो आदर्श रूप से एक पैटर्न में आता है और शाब्दिक संदेश के अनुरूप है मूवमेंट्स का अर्थ पृथक शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए और हमें किनेसिक मूवमेंट्स की व्याख्या संदर्भ के आधार पर और साथ ही शाब्दिक संदेशों के संगत करनी चाहिए किनेसिक्स शायद अशाब्दिक संकेतो में से सबसे कमांडिंग और प्रभावशाली है हम व्याख्याओं की समृद्धता को समझने के लिए किनेसिक्स के क्षेत्र से जुड़ी कुछ परिकल्पनाओं और टिप्पणियों को देख सकते हैं यह कहा जाता है कि 70 मिलियन से अधिक विभिन्न शारीरिक संकेत मानव द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं जब प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल और अल्बर्ट मेहरबियन ने संचार के अशाब्दिक पहलुओं के संहिताबद्ध अध्ययन की शुरुआत की थी तो उन्होंने विभिन्न शारीरिक अभिव्यक्तियों के वीडियो फुटेज तैयार करने का प्रयास किया था जैसे कि चेहरे के भावों का नेत्र प्रसंगों का किनेसिक व्यवहार का कुछ बुनियादी भावनाओं और कुछ सार्वभौमिक इशारों की बुनियादी पहचान से परे संचार के अशाब्दिक पहलू अधिक जोर नहीं दे सकते हैं फिजियोलॉजिस्ट शरीर क्रिया वैज्ञानिक के अनुसार चेहरे में लगभग 30 मांसपेशियाँ हैं जो लगभग 20000 प्रकार की विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं हेव्स ने अपने शोध में बताया है कि मानव के लिए 1000 से अधिक आसन संभव हैं और मुझे यकीन है कि यह संख्या बढ़ जाएगी बर्डविस्टेल ने दावा किया है कि 250000 तक अभिव्यक्ति संभव है क्राउट ने पाया कि अध्ययन कक्ष व्यवहार में लगभग 8000 अलग अलग इशारे और विशेष परिस्थितियों में लगभग 5000 हाथ के इशारे संभव है इस प्रकार ये अनुमान अशाब्दिक संकेतों को भेजने के लिए लगभग असीमित किनेसिक साधनों को उजागर करते हैं यदि मानव में बहुत अधिक किनेसिक संकेतों में भेजने की क्षमता मौजूद है तो हम में इन किनेसिक संकेतो को पहचानने की विशाल क्षमता भी है हमारी संवेदी धारणा का लगभग 80 प्रतिशत नज़रों से शेष 20 प्रतिशत सुनने छूने चखने और सूंघने आदि की हमारी संयुक्त इंद्रियों से आता है ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन पायलट एक सामान्य चमक को एक सेकंड के 1200 वें हिस्से में पहचान सकता है चेहरे की भाव भंगिमा और और बॉडी मूवमेंट्स जो माइक्रो एक्सप्रेशंस के अंतर्गत आते हैं और जिन्हें इसके प्रेक्षकों द्वारा बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया है को अभी भी कई मनुष्यों द्वारा समझा जा सकता है हमारा शरीर अलग थलग होने पर भी उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता है और एकांत में भी यह किसी भी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति या भावनाओं को प्रकट कर सकता है नतीजतन हम पाते हैं कि लोग अशाब्दिक संदेशों के अर्थ को समझने के लिए किसी भी अन्य कोड की तुलना में किनेसिक संकेतों पर अधिक भरोसा करते हैं हम समझ सकते हैं कि किनेसिक्स असीमित संख्या में संकेतों को भेज सकता हैं खासकर जब हम यह जानते हैं कि हम सभी किसी भी समय एक से अधिक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि हमें किसी दोस्त के द्वारा किये गए किसी कार्य की सराहना करनी है तो हमारे शरीर के इशारों की मदद से हम यह कैसे करते हैं या तो हम सिर हिला सकते हैं हम आधी मुस्कान दे सकते हैं हम इस मुस्कान के साथ सिर हिला सकते हैं हम अधिक उत्साही हो सकते हैं और हाथो से किसी भी प्रकार के संकेतों को पास कर सकते हैं इसप्रकार वास्तव में हम जो भी करते हैं वह तुरंत हमारे दोस्तों द्वारा समझ लिया जाता है इन सभी अलग अलग प्रकार के विभिन्न संकेतों में जो आम है वह है एप्रीसिएशन की भावना एप्रीसिएशन के स्तर और साथ ही इसके विभिन्न रूपों को भी रिसीवर द्वारा तुरंत समझा जाता है तो मनुष्य के पास किनेसिक संकेतों को तुरंत भेजने और साथ ही साथ इन संकेतों को तुरंत प्राप्त करने की अपार क्षमता है क्षणभंगुर चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियाँ जिनके सिग्नल मात्र 125 माइक्रोसेकंड में भेजे जाते हैं वह भी हमारे मस्तिष्क द्वारा पंजीकृत की जा सकती हैं हम इस क्षमता को कैसे हासिल करते हैं जिससे कि किनेसिक संदेशों को प्रसारित कर सके और समझ सके हम किनेसिक व्यवहार और समझ के कई पहलुओं को पर्यावरण और सामाजिक अनुभवों के माध्यम से सीखते है यहाँ जूडी बरगून और अन्य लोगों द्वारा एक किये गए एक शोध को उद्धृत करना उचित होगा जो visual and auditory codes kinesics and vocalics नाम से 2016 में प्रकाशित किया गया था सबसे पहले वे जन्म जात न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से प्राप्त होते हैं जो आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो जाती हैं और जो क्रमागत उन्नति के माध्यम से विकसित हुए हैं वे हमारे दूसरे अनुभवों से भी प्राप्त होते हैं जैसे कि पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन से जो कि सभी मनुष्यों के लिए सामान्य हैं और तीसरा हमारे विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यों और सामाजिक इंटरैक्शन के माध्यम से जो संस्कृतियों सह संस्कृतियों और व्यक्तियों में भिन्न होते हैं और इसलिए हम पाते हैं कि किनेसिक व्यवहार के कुछ पहलू हैं जो सार्वभौमिक रूप से समझे जा सकते हैं लेकिन साथ ही कई ऐसे हैं जिनमें सांस्कृतिक और सामाजिक मतभेदों के कारण कुछ बदलाव हुए आइए किनेसिक्स के विभिन्न प्रारूपो को देखें प्रोफेसर रे बर्डविस्टेल ने सुझाव दिया था कि किनेसिक्स के तीन प्रारूप हैं और उन्होंने अपने शोध कार्य में प्रतीक चित्रक और प्रभावित प्रदर्शनों emblems illustrators and affect displays के रूप में सूचीबद्ध किया है हालांकि प्रोफेसर पॉल एकमैन और उनके सहयोगी वालेस फ्राइसन ने प्रोफेसर बर्डविस्टेल के काम को आधार बनाकर किनेसिक्स को पांच प्रकार या पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और वे हैं प्रतीक चित्रक स्नेहपूर्ण प्रदर्शन नियामक और अडैप्टर हैं बॉडी लैंग्वेज के अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में हमने तीन पहलुओं या तीन प्रकार के किनेसिक्स का उल्लेख किया था क्योंकि ये मूल तीन प्रकार हैं अब आगे के विस्तार के लिए एवं अधिक व्यापक स्पष्टीकरण के लिए यहाँ हमने प्रोफेसर पॉल एकमैन और वालेस फ्राइसन के निष्कर्षों को शामिल किया है किनेसिक्स जिन विशिष्ट अर्थों को व्यक्त करता है वह सांस्कृतिक व्याख्या के लिए खुले हैं और इसलिए जब हमें संस्कृतियों के बीच संवाद करना होता है तो हमारे मूवमेंट्स वगैरह को गलत तरीके से समझा जा सकता है हालाँकि उनमे से अधिकांश को थोड़ी जागरूकता के साथ किया जाता है और इसलिए हम पाते हैं कि हमारे किनेसिक भाव हमारी भावनाओं और एहसास के बारे में सच्चाई पेश करते हैं आइए अब हम किनेसिक व्यवहार की पहली श्रेणी या प्रकार प्रतीक को देखें प्रतीक एक तरह के भाषण स्वतंत्र इशारे हैं रो और लेविन द्वारा इन्हें स्वायत्त इशारों के रूप में भी बताया गया है यह हाथ पैर बाँह तथा शरीर के अन्य भागों के मूवमेंट्स हैं जिनका एक विशिष्ट और संहिताबद्ध अर्थ है और वे किसी एक भाषण पर निर्भर नहीं हैं जैसा कि अन्य किनेसिक व्यवहारों में हैं तो प्रतीक शाब्दिक सिग्नल के तुल्य एक अशाब्दिक संकेत हैं प्रतीकों को आसानी से पहचाना जाता है क्योंकि वे अक्सर विशिष्ट संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं और इसलिए जो व्यक्ति इन प्रतीकों को प्राप्त करता है वह तुरंत इसका अर्थ समझ जाता है मानव सभ्यता ने प्रतीक का आविष्कार किया है किनेसिक व्यवहार के अन्य पहलुओं के विपरीत हम इन प्रतीक संकेतों के अर्थ को सचेतन और पूर्ण जागरूकता के साथ उपयोग करते प्रतीकों का एक संहिताबद्ध अर्थ होता है और यह बहुत विशिष्ट अर्थ होता है जो शब्दों में भी अनुवादनीय होता है अर्थ का निर्माण दो तरीकों से किया जा सकता है सबसे पहले यह एक संहिताबद्ध अर्थ हो सकता है जो कि दस्तावेज़ों में अंकित अर्थ होता है उदाहरण के लिए पानी के नीचे तैराकों के लिए कोड्स या ट्रैफिक सिग्नल पुलिस मैन द्वारा बनाए गए कोड्स वह अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी एक संहिताबद्ध व्याख्या है यद्यपि हम पाते हैं कि बहरे और गूंगे के भावों को अन्य लोग भी समझ सकते हैं जो सामान्य तौर पर इन विशिष्ट भाषाओं को नहीं समझते हैं दूसरा तरीका जिससे प्रतीकों के अर्थ का निर्माण किया जाता है वह सांस्कृतिक रूप से सीखे गए अर्थों और व्यवहारिक संघों के माध्यम से होता है ये शब्द किसी भी कानूनी रूप से परिभाषित शब्दावली में संहिताबद्ध नहीं किये जा सकते है लेकिन एक संस्कृति के भीतर या कुछ संस्कृतियों में इसका लगभग एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी समझते हैं कई प्रतीक हाथों द्वारा निर्मित होते हैं और वे चेहरे से भी उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन उन्हें इसे रोकना पड़ा क्योंकि वास्तव में मानव चेहरा और मानव शरीर अनेको अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों में सक्षम है उदाहरण के लिए जबड़े को गिराना और मुंह को पकड़ना जो आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है या कंधे को उचकाना जो लाचारी को दर्शाने के लिए या आपकी अनिच्छा को इंगित करने के लिए होता ये संकेत स्थिर भी हो सकते हैं या उन्हें गति में रहते हुए किया जा सकता है यहाँ इस स्लाइड में मैंने प्रतीकों के कुछ उदाहरण दिए हैं ये प्रतीक सांस्कृतिक रूप से उद्धृत किये गए हैं वी के आकार का संकेत जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा यूरोपीय संस्कृति में लोकप्रिय हुआ है एक विजय चिन्ह के लिए जाना जाता है इस संकेत में हम पाते हैं कि हथेली सामने की ओर तथा मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां सीधी खड़ी है इस जीत के संकेत की तुलना में जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा लोकप्रिय किया गया था एक उलटा वी संकेत भी है जो या तो संख्या में दो को व्यक्त कर सकता है या इसे अपमान के इशारे के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है इसी तरह मुट्ठी का संकेत जिसे एकजुटता या अवज्ञा की अभिव्यक्ति के लिए अक्सर संस्कृतियों में इस्तेमाल किया गया है यह 20 वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न क्रांतियों में लोकप्रिय हुआ चाहे वह चीनी क्रांति हो या रूसी क्रांति इसी अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करते हुए 1990 में नेल्सन मंडेला जेल से मुक्त हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय अधिकारों के दिनों के दौरान यह एक काली शक्ति की सलामी के रूप में भी जाना जाता था जैसा कि प्रतीक का अर्थ सांस्कृतिक रूप से भी बनाया जा सकता है हम पाते हैं कि उनकी व्याख्या करने के तरीके में कुछ भिन्नताएँ हैं आइए इनमें से कुछ प्रतीकों को देखें आइए हम उस प्रतीक को देखें जिसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं यह एक प्रतीक हो सकता है जो यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक है यह भी सुझाव दे सकता है कि यह शून्य है यह कुछ संस्कृतियों में पैसे का सुझाव भी दे सकता है और इसे कुछ समाजों में दृश्य इशारों के रूप में भी माना जा सकता है हमने पहले से ही वी के प्रतीक के संदर्भ में देखा है कि इस प्रतीक के दो अलग अलग पहलू है थम्ब्स अप भी अनुमोदन की भावना से संबंधित है यह टैक्सी वाले को बताने का एक सरल तरीका भी हो सकता है और इसे अभी भी मध्य पूर्व में दृश्य इशारे के रूप में उपयोग किया जाता है अंतिम संकेत जो यहां पर प्रदर्शित किया गया है उसकी भी अलग अलग व्याख्या हो सकती है लेकिन इन व्याख्याओं के भिन्न होने के बावजूद हम पाते हैं कि उनके अर्थ की व्यापक समझ हर संस्कृति में मौजूद है किनेसिक्स का अगला पहलू चित्रक हैं चित्रक को मेटा कम्युनिकेटिव के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे संदेशों के बारे में संदेश देते हैं जैसे कि हाथ और बांह की हरकतें जो भाषण के साथ या उच्चारण के लिए या प्रशंसा करने के लिए होती हैं उदाहरण के लिए पोडियम पर अपने भाषण के दौरान एक बिंदु को उजागर करने के लिए मैअपनी मुट्ठी बांध सकता हूँ या मैं अपने सिर को हिला सकता हूं और अपनी सहमति के इस विचार को पारित करने के लिए हां हां हां कह सकता हूं या यहां मैं इस विचार की एक नकारात्मक व्याख्या को उजागर करने के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं कह सकता हूं इसलिए यह सिर और हाथ का संकेत एक साथ जुड़ा हुआ है जो मेरे शब्दों का एक पूरक पहलू है इस प्रकार अशाब्दिक संदेश हमें बताते हैं कि मौखिक संदेशों की व्याख्या कैसे की जाती है और वे संस्कृतियों में काफी भिन्न हो सकते हैं तो प्रतीक के साथ साथ चित्रक को भी समाजीकरण के माध्यम से औपचारिक रूप से सीखा जाता है शिर्फ़ प्रतीक के संहिताबद्ध पहलुओं को छोड़कर

हम पाते हैं कि चित्रक में बाकी के प्रतीक समाजीकरण के माध्यम से ही सीखे जाते हैं प्रतीक मुख्य रूप से हाथ के इशारों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष मौखिक अनुवाद का एक तरीका है और इसका उपयोग मौखिक संचार को दोहराने या उसके बदले में किया जा सकता है इसकी तुलना में चित्रक हाथ बांह या सिर को को हिला कर संकेत देते हैं जो संकेत या उच्चारण को कॉम्प्लीमेंट करने के का कार्य करते हैं बिना भाषण के इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह प्रतीक और चित्रक के बीच प्रमुख अंतर है इस तरह चित्रक दृश्य चित्र बनाते हैं और बोले गए संदेशों का समर्थन करते हैं वे अवचेतन मूवमेंट्स हैं जो प्रतीक रूप से किनेसिक मूवमेंट्स की तुलना में अधिक नियमित रूप से होते हैं उन प्रतीकों की तुलना में जो हमेशा सचेत तरीके से उपयोग किए जाते हैं हम पाते हैं कि चित्रक अचेत हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि चित्रक का उपयोग यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी जहाँ बहिर्मुखी व्यक्ति अधिक चित्रको का उपयोग करता है एक अंतर्मुखी व्यक्ति कम चित्रको का उपयोग करता है सांस्कृतिक अंतर भी हैं लेकिन व्यक्तित्वों में इन अंतरों को चित्रको के उपयोग के आधार पर भी समझा जाता है चित्रको में किसी प्रारूप को रेखांकित करने या गति का चित्रण करने के लिए व्यवहार शामिल हैं तो वे एक दृश्य सहायता की तरह हैं चित्रको के उपयोग में भी कुछ सांस्कृतिक विविधताएँ हैं उदाहरण के लिए अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों में हम पाते हैं कि लोग अपने एंग्लो सैक्सन समकक्षों की तुलना में अधिक चित्रको का उपयोग करते हैं चित्रको की अनुपस्थिति लैटिन अमेरिकी देशों में रुचि की एक निश्चित कमी को इंगित करती है इसके विपरीत हम पाते हैं कि कुछ एशियाई संस्कृतियों में चित्रको के व्यापक उपयोग को अक्सर बुद्धि की कमी के रूप में समझा जाता है किनेसिक्स की तीसरी श्रेणी प्रभाव प्रदर्शन है ये आमतौर पर चेहरे के हावभाव दर्वेशाने वाले वे मूवमेंट्स हैं जो विशिष्ट भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं वे कभी कभी वास्तविक भावनाओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं लेकिन अक्सर वे नकली भावनात्मक अवस्थाएं होती हैं जो एक विनम्र सामाजिक झूठ का उपयोग करने जैसा होता है कभी कभी हम सभी को अपनी पेशेवर सेटिंग्स में विनम्र सामाजीकरण का उपयोग करना पड़ता है उदाहरण के लिए हम एक आधिकारिक बैठक में बहुत पुराने सहयोगी के सामने हो सकते हैं हो सकता है कि इस विशेष सहयोगी के साथ हमारे बहुत सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नहीं रहे हों लेकिन हमें कहना होगा ओह मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं लेकिन हम इसे कैसे पास ऑन करते हैं क्या हम कहते हैं ओह मैं तुम्हें आज यहाँ देखकर कितना खुश हूं या क्या हम यह कहते हैं कि मैं तुम्हें आज यहां देखकर कितना खुश हूं तो यहाँ और अधिक विश्वासप्रद और एक अधिक उत्साही व्यक्ति के रूप में आने के क्रम में दूसरे व्यक्ति को अपनी खुशी की भावना व्यक्त करने के लिए हमें प्रभावी प्रदर्शनों का उपयोग करना होगा तो ये विनम्र सामाजीकरण की तरह हैं इसलिए हम अपने चेहरे की विशेषताओं की मदद से एक नकली स्थिति को विशेष भावनात्मक स्थिति के रूप में प्रदर्शित करते हैं लेकिन यहाँ एक चेतावनी आवश्यक है जब तक हम बहुत निपुण अभिनेता नहीं होते हैं हम इस अभिव्यक्ति को दो मिनट से अधिक समय तक जारी नहीं रख सकते हैं और दूसरा व्यक्ति आसानी से हमारे पीछे की सच्चाई का पता लगा सकता है इसलिए प्रभावी प्रदर्शन हमें किसी विशेष स्थिति में टकराव से बचने में मदद करते हैं और यही इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्रकार ये वे बॉडी मूवमेंट्स हैं जो हमें उस भावनात्मक स्थिति के बारे में बताती हैं जो एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है लेकिन अधिकतर झूठी और वे मुख्य रूप से चेहरे के विन्यास हैं जो प्रभावी अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं तो चेहरे का प्रतीक एक किनेसिक व्यवहार है जिसका आमतौर पर बहुत विशिष्ट अर्थ होता है उदाहरण के लिए एक वास्तविक मुस्कान खुशी का सुझाव दे सकती है तथा एक नॉन फेसिअल प्रतीक भाषण से स्वतंत्र इशारे है लेकिन प्रभावी प्रदर्शनो का उपयोग हमेशा शब्दों के साथ मिलकर चित्रको की तरह किया जाता है हालाँकि सांस्कृतिक विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि एक स्वीकार्य सामाजिक व्यवहार क्या माना जाना चाहिए उदाहरण के लिए एक जापानी व्यक्ति जो गुस्से का इज़हार कर रहा है वह अपने इटालियन समकक्ष की अपेक्षा बहुत कम प्रभावी प्रदर्शन मूवमेंट्स को दिखाता है प्रभावित शब्द का अर्थ है भावना और इसलिए कलाकार विशेष रूप से कार्टूनिस्ट और चित्रकार कुछ रेखाएँ खींच सकते हैं और ब्रश या पेंसिल के कुछ स्ट्रोक की मदद से मानवीय भावनाओं को बहुत ही उचित रूप से एक कागज़ के एक टुकड़े पर अंकित कर सकते हैं किनेसिक्स की चौथी श्रेणी को नियामक के रूप में जाना जाता है अब नियामक एक अशाब्दिक कार्य हैं जो दो या दो से अधिक बात चीत करने वालो के बीच आगे और पीछे बोलने और सुनने की प्राकृति को बनाए रखते हैं रोव और लेविन ने सुझाव दिया है कि नियामक ऐसे किनेसिक व्यवहार हैं जो भाषण और सुनने में आकार लेते हैं या प्रभावित करते हैं तो ये शरीर की गतिविधियां हैं जो बातचीत के प्रवाह को नियंत्रित समायोजित और बनाए रखती हैं और अक्सर प्रतिक्रिया के आकलन पर निर्भर होती हैं उदाहरण के लिए हमारे संदेश को श्रोता ने कितना समझा है इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हम अपना सिर हिला सकते हैं हम अपनी आंखों को अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं ताकि हम यह संकेत कर सकें कि हमने इसे समझा है या नहीं और ये नियामक बोलने और सुनने के पीछे के प्रवाह को एक प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं जहाँ चित्रको और प्रभावी प्रदर्शनों का अध्ययन वक्ताओं के व्यवहार पर केंद्रित होता है वही नियामकों का अध्ययन श्रोता के चेहरे के भाव वगैरह पर ध्यान केंद्रित करता है श्रोताओं के व्यक्तित्व के किनेसिक पहलुओं को देखकर हम एक वक्ता में फीडबैक का स्तर समझ का स्तर प्रतिक्रिया का स्तर आदि बना सकते हैं

हम उन सांस्कृतिक अंतरों को देख रहे हैं जो किनेसिक्स के विभिन्न पहलुओं की हमारी व्याख्या को नियंत्रित करते हैं नियामकों के उपयोग में भी हम पाते हैं कि सांस्कृतिक कंडीशनिंग का प्रभाव है एक गलत नियामक संकेत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में या क्रॉसकल्चरल स्थितियों में गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है शोधकर्ताओं ने हमें बताया है कि पेशेवर सेटिंग्स में यह हमें नेतृत्व की भूमिकाओं के साथ साथ संघों को समझने में मदद करता है ओ कांनेर OConner ने पाया है कि अक्सर इशारों का उन लोगों के साथ अत्यधिक संबंध होता है जिन्हें दूसरों द्वारा छोटे समूहों में नेता माना लिया जाता है और जो नेता थे वे अधिक कंधे और हाथ के इशारों का उपयोग करने के लिए प्रवृत्त थे उन्होंने यह भी पाया है कि समूह सेटिंग में लोग उस ढंग को अडॉप्ट कर सकते हैं जो समूह में उन लोगों के समान हैं जिनसे वे सहमत किनेसिक्स की अगली श्रेणी अडॉप्टर्स है अडॉप्टर्स में आसन और अन्य मूवमेंट्स में वे परिवर्तन शामिल हैं जो कम जागरूकता के साथ किए जाते हैं ये शारीरिक समायोजन या तो एक विशिष्ट कार्य करते हैं या वे किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में अधिक आरामदायक बनाते हैं तथा वे बहुत कम जागरूकता के साथ होते हैं अधिकांश समय वे बिना किसी चेतना के होते हैं और इसलिए उन्हें दूसरों की सच्ची भावनाओं को समझने के मामले में सही माना जाता है अडॉप्टर्स में मुख्य रूप से शरीर केंद्रित मूवमेंट्स शामिल होते हैं बैठने पर शरीर या पैरों की स्थिति को बदलना मेज पर एक पेंसिल का उपयोग करना रगड़ना छूना अपने आप को श्रेणीबद्ध करना खरोंचना आदि को अडॉप्टर्स के उदाहरण के तौर पर माना जा सकता है अडॉप्टर्स वे अशाब्दिक क्रियाएं हैं जो संवाद करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं जब हम ऐसी क्रियाओं को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ निर्णय कर सकते हैं जो उन्हें प्रदर्शित कर रहा है और इसलिए अडॉप्टर की व्याख्या या तो अतिरंजित हो सकती है या इसके विपरीत अत्यंत सरल भी हो सकती है कई शारीरिक मूवमेंट्स या अडॉप्टर्स जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किये जाते हैं उनकी गलत व्याख्या भी हो सकती हैं उदाहरण के लिए बैठने की स्थिति में बदलाव जैसे मूवमेंट्स केवल एक विशिष्ट भौतिक स्थिति को हल करने का तरीका हो सकता है क्योंकि मैं असहज हो सकता हूं और मैं अपनी स्थिति को बदल रहा हूं लेकिन दूसरा व्यक्ति इसे एक दृष्टिकोण या एक निश्चित भावना के प्रतिबिंब के रूप में समझ सकता है माना जाता है कि अडॉप्टर्स बचपन में मुकाबला करने के मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में विकसित होते हैं इनमें से कुछ आंदोलन चिंताओं में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं उदाहरण के लिए डेस्क को एक पेंसिल के साथ टैप करना अन्य क्रियाओं को लोगों के व्यवहारों का आंशिक अस्तित्व माना जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे हमारे विकासवादी अतीत का हिस्सा रहे हैं उदाहरण के लिए पॉल एकमैन ने सुझाव दिया है कि हाथों और पैरों की बेचैन हरकतें शायद हमारी चंचल प्रतिक्रियाओं का एक पुनरावर्तन है अडॉप्टर्स की यह सूची हमें उस आवृत्ति को समझने में मदद करती है जिसे मनुष्य अन्य लोगों के लिए अपने विचारों और भावनाओं को अनजाने में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग कर सकता है तो आज हमने विभिन्न प्रकार के किनेसिक व्यवहारों पर चर्चा की है आगे की परिचर्चाओं में भी हम इन चर्चाओं को जारी रखेंगे धन्यवाद